अब मैं आपको प्रयोग करके दिखाऊंगा यह डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग के लिए प्रयोग की व्यवस्था है यहां पर हमारे पास पहले से ही तैयार है अब मैं आपको स्पेक्ट्रा दिखाऊंगा यह मर्करी सोर्स है और यह स्पेक्ट्रोमीटर है यह कॉलिमैटर हमें समानांतर किरण दे रहा है क्योंकि हमने इसे ऐसा करने के लिए शूस्टर मेथड का उपयोग करके सेट किया है यह एक ग्रेटिंग पार्ट है रोशनी ग्रेटिंग पर पड़ रही है इसलिए हमने इसे नॉरमल कंडीशन पर सेट किया है अब लाइट नॉर्मल इस पर पड़ रही है और फिर यह रिफ्रैक्ट होकर अनेक रंगों में अनेक आर्डर के लिए डिफ्रैक्ट होती हैं अब यह टेलीस्कोप ठीक है जिस से हम स्पेक्ट्रा देख रहे हैं यहां कैमरा मोबाइल से हम स्पेक्ट्रा देख रहे है अब मैं इसे हटाकर स्पेक्ट्रा को विस्तार में समझाने की कोशिश करुंगा लेकिन ऐसा करने से पहले मैं आपको स्पेक्ट्रा दिखा देता हूं क्योंकि इसे बनाने में बहुत समय लगता है मुझे लगता है कि इस जगह हमें फ़र्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रेल लाइंस मिल रही है और और इसमें अनेक स्पेक्ट्रेल लाइन है हमें यहां पर मुख्य रुप से नीली हरी पीली उसके बाद लाल फिर नारंगी रंगों की स्पेक्ट्रेल लाइन मिल रही है और उस के बाद वॉयलेट रंग की लाइन मिल है जैसा कि आप देख सकते है कि यह पहला आर्डर है और यहां से दूसरा आर्डर शुरू हो रहा है अगर मैं इस टेलीस्कोप को घुमाता हूं तो मैं सेकंड ऑर्डर की तरफ जाता हूं मैं इसे घूमा कर सेकंड ऑर्डर की तरफ जा रहा हूं मैं इस कैमरे को यहां से हटाकर दूसरे आर्डर पर समायोजित कर रहा हूं यह थोड़ा मुश्किल होता है इसीलिए मैं सावधानी के साथ कैमरा सेट हो रहा है मुझे रेंज से बाहर जाना होगा और अब इसे एक साइड से ज्यादा घुमाने होगा यह पहला आर्डर है अब मैं सेकंड ऑर्डर को पकड़ने की कोशिश करुंगा मैं दूसरी साइड जा रहा हूं मुझे इसे यहां से तब तक हिलाना होगा जब तक मुझे दूसरा आर्डर ना मिल जाए इस कारण यहां पर थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन का इस्तेमाल बेहतर होगा है मुझे पहला आर्डर अच्छे से मिल रहा है लेकिन दूसरा आर्डर पकड़ने में कठिनाई हो रही है मैं आपको दिखाने की कोशिश करुंगा यह तो हल्का हो रहा है इसलिए मैं पहले आर्डर पर वापस आ रहा हूं जिसके लिए मुझे उल्टी दिशा में जाना होगा हम एक बार फिर से सेकंड ऑर्डर के लिए प्रयास करते हैं जिसके लिए हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा और हम इसे सेकंड ऑर्डर के लिए सेट करेंगे ऐसा करने से हमें सेकंड ऑर्डर मिल रहा है और हम देख सकते हैं कि यह इतना प्रमुख नहीं है लेकिन हम चारों रंगों के बीच की दूरी को सफाई से देख पा रहे हैं कैमरे में इतना प्रमुख नहीं दिख रहा है लेकिन अगर आप टेलीस्कोप से सीधा इसे देखेंगे तो आप को इस की तीव्र छवि दिखाई देगी यहां पर हम सेकंड ऑर्डर में चारों रंगों को देख पा रहे हैं इसी तरह हमें अलग अलग ऑर्डर के लिए यह भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं अब आगे बढ़ते हुए हमें टेलीस्कोप को हिला कर उसका क्रॉसवायर अनेक आर्डर के अलग अलग रंग पर रख कर वहां से वरनियर की की रीडिंग को नोट करना है हम सेकंड ऑर्डर बिल्कुल बाएँ तरफ से शुरू हो रहा है इसलिए हम टेलीस्कोप के क्रॉसवायर को उस पर सेट कर देंगे और वरनियर 1 और वरनियर 2 से रीडिंग लेते हुए उसी दिशा में आगे जाएंगे आपको यह स्पेक्ट्रम दिखाने के लिए मुझे कैमरा का बार बार स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा जो कि एक कठिन काम है इसीलिए मुझे इतना समय लग रहा है तो जो मैंने आपको दिखाया वह सेकंड ऑर्डर था और इसी दिशा में आगे बढ़ने पर हमें पहला आर्डर मिल जाएगा मैं यह कर के नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि यह बहुत समय ले लेगा अब मैं टेलीस्कोप से फ्रिंज देखूँगा मैं टेलीस्कोप को हिला कर पहला आर्डर और दूसरा आर्डर अच्छी तरीके से देख सकता हूं इस क्षण मैं आपको यह बीच वाला जोकि उजला और श्वेत दिखा रहा हूं यह इसलिए सफेद है क्योंकि यह ग्रेटिंग के ऊपर 0 एंगल से गिरने वाले प्रकाश से बन रहा है मुझे यह बीच वाला दिखाने का अवसर दें यह बीच वाला जो की सफेद रंग का है उसे देखिए यहां पर आप केंद्र में सफेद रंग का स्पेक्ट्रा देख पा रहे होंगे अगर आप इससे बाएं तरफ जाएं तो आपको पहला ऑर्डर का स्पेक्ट्रम मिलेगा अगर मैं इस दिशा में जाऊँ तो मुझे केंद्र से बाएं ओर पहला स्पेक्ट्रा मिलेगा और यह आप देख भी पा रहे होंगे किसी को इसे एडजेस्ट करना होगा जो कि थोड़ा मुश्किल है अब जब आप केंद्र से चलते हैं तो पहले आपको पहला आर्डर का स्पेक्ट्रा उसके बाद चलते चलते दूसरी आर्डर का स्पेक्ट्रा मिलता है इस तरह से आप केंद्र से बिल्कुल बाएं और पहुंच जाएंगे इस तरह से हमें दूसरे आर्डर का स्पेक्ट्रा मिल गया है और इसे अब नापने के लिए हम क्रॉसवायर को अलग अलग रंग जैसे नीला या वॉयलेट पर रखेंगे और अच्छे से मिलाकर वर्नियर 1 और वर्नियर 2 से रीडिंग को नोट करेंगे इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए हम बाकी रंगों के लिए भी रीडिंग ले लेंगे और इसी तरह से हमें बिना कुछ उसकी जगह से हटाए को प्रयोग पूरा करना है अब हम इस स्पिरिट लेवल और इस प्रिज्म की मदद से स्पेक्ट्रोमीटर को लेबल करेंगे और समानांतर किरणों के लिए सेट करेंगे जो कि मैं नहीं करुंगा अब आपको इस ग्रेटिंग को नॉर्मल के परपेंडिकुलर और इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर 45 डिग्री पर सेट करना है अब हम इस पर ग्रेटिंग को रखेंगे लेकिन ऐसा करने से पहले हमें डायरेक्ट रीडिंग को लेना होगा यह डायरेक्ट रीडिंग हम सीधी अवस्था में वर्नियर 1 और वर्नियर 2 से लेकर टेबल वन मैं लिख लेंगे ग्रेटिंग सरफेस को रोशनी के नॉर्मल इंस्टेंस के लिए सेट करना होगा और ग्रेटिंग के बिना टेलीस्कोप का डायरेक्ट ट्रेडिंग भी लेंगे है हम रीडिंग के लिए मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों से नाप कर लिख लेंगे अभी इस रेटिंग के लगभग जो भी रेटिंग है वह मैं आपको बता सकता हूं तो यह 90 के लगभग है तो मैं इस रीडिंग के साथ 90 देता हूं और फिर मैं उससे इस जगह सेट कर देता हूं यह 180 के लगभग अथवा 0 के लगभग होगा तो यह रेटिंग ले लो टेलीस्कोप को 90 डिग्री पर घुमाया जाता है और एंगल सेट कर दिया जाता है तो यह इस वरनियर के लिए 0 है और दूसरे वरनियर के लिए 180 है तो अब हमें यह करना है कि इसे 90 डिग्री पर रखना है आप देख सकते हैं यहां दो पेच है जोकि रेखा से जुड़े हुए हैं हमें इसे इस के परपेंडिकुलर रखना है क्योंकि ऐसा करने से यह इन रेखाओं के समानांतर हो जाएगा इस तरीके से आपको इसे यहां पर सेट करना है अगर आप इसे रेखाओं की परपेंडिकुलर रख देंगे तो उसके लिए आपको इस अलग तरीके से करना होगा यह ग्रेटिंग है और यह होल्डर है यहां आप देख सकते हैं की इस ग्रेटिंग पर स्टूडेंट्स ग्रेटिंग और LPI 2500 लाइन पर इंच लिखा हुआ है हमें वरनियर कांस्टेंट नोट करना होगा यहां एक तिहाई मिनट मतलब 20 सेकंड और लाइन की गिनती पर 2500 पर इंच है हमें पर इंच को सेंटीमीटर में कितना होगा यह निकालना होगा इस पर इंच को लगभग अगर मैं 254 से भाग करता हूं तो यह लगभग 1000 लाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगा और हम ग्रेटिंग एलिमेंट इसे 1 से भाग करके निकाल सकते हैं तो ग्रेटिंग एलिमेंट 11000 मतलब 0001 सेंटीमीटर होगा अब जैसा कि मैंने बताया कि हम रीडिंग को मेन स्केल और वर्नियर स्केल से लेंगे रीडिंग का कुछ हिस्सा सीधा मेन स्केल से आएगा और बचा हुआ हिस्सा वर्नियर से जब मेन स्केल शून्य पर हो तो अगर मैं इसे इस तरह रखता हूं कि पहले वर्नियर के लिए यह शून्य है तो दूसरी बर्नियर के लिए इसे 180 होना ही पड़ेगा यहां पर वर्नियर इस तरह से हैं कि जब वर्नियर एक 0 है तो वर्नियर 2 180 पर और जब वर्नियर 1 90 पर होगा तो वर्नियर 2 270 पर होगा तो अब प्रिज्म 45 डिग्री पर सेट कर दिया जाता है अब मुझे प्रिज्म सेट करना होगा यह प्रिज्म नहीं है यह प्रिज्म टेबल हमें 45 पर रखना है उससे पहले हमें होल्डर लेना है यह फ्रिंज को पकड़कर रखेगा अब आप इसे लगाएँ जैसे मैंने बताया था हम परपेंडिकुलर लगाएंगे और धरातल किसी तरह बिल्कुल बीच में रहना चाहिए क्योंकि यहां पर पेंच है तो मैं इसे इस तरह लगाता हूं की यह बिल्कुल बीच में लग जाए इसे बिल्कुल बीच में रहना चाहिए मैं 90 डिग्री पर इससे सेट कर देता हूं ऐसा करने के बाद हम इस प्रिज्म टेबल को घूमा कर रिफ्लेक्टेड लाईट देखने की कोशिश करेंगे अगर हम इस कोशिश में सफल हो जाते हैं और हमें रिफ्लेक्टेड लाइट मिल जाती है तो इसका मतलब यह बिल्कुल 45 डिग्री पर है मैं यह वर्नियर 1 और वर्नियर 2 से रीडिंग ले लूँगा अब जो भी रीडिंग होगा मैं उस मैं घुमाने की दिशा के हिसाब से 45 डिग्री या 135 डिग्री और जोड़ कर जोड़कर उस घूमा दूँगा हमारी जो भी रीडिंग आई है उसमें मैं 45 डिग्री और घूमा रहा हूं इसे बड़ी सावधानी से 1234 44 धीरे धीरे गिनते हुए करना होगा अब यहां से हम इसे और घुमाएंगे मुझे लगता है मैं इसे अब 89 डिग्री से और घुमाऊंगा अभी यह है लगभग 89 हो गया है इसीलिए अब हमें इसे नॉर्मल स्थित पर स्थिर कर देंगे और इसके बाद इसे आकुल नहीं करेंगे ऐसा करने के बाद इस नार्मल स्थिति पर आप पहला आर्डर देख पाएंगे अब मैं इसे खोल दूँगा यह प्रिज्म टेबल को हमने बांधा हुआ था और यह टेलीस्कोप है मुझे यहां केंद्र वाली फ्रिंज रही है और अगर अब हम इससे दूसरी तरफ जाएं तो इससे हम केंद्र वाली फ्रिंज से डिफ्रेक्शन का कोण नाप सकते है जैसे कि मैंने आपको बताया हम पहले आर्डर पर जाएंगे जिसे आप इस मोबाइल कैमरा के जरिए अच्छे से देख पा रहे होंगे इस के चरम बाई तरफ हमें दूसरी आर्डर मिल रहा है और हम इस अच्छे से देख पा रहे हैं अब मैं इस पर टेलीस्कोप ला कर उसका क्रॉसवायर लगाऊंगा और इस पेच का इस्तेमाल करुंगा यहां से हम दूसरे आर्डर के लिए उसने पाए जाने वाले रंग जैसे कि नीला या वॉयलेट पर पर क्रॉसवायर को रखकर उसका रीडिंग लेंगे इसके बाद हम दूसरे रंग जो कि लाल है उस पर क्रॉसवायर को ले जाकर रीडिंग लेंगे ऐसा करने के लिए आपको इसे यहां से बंद करना होगा जो कि थोड़ा कठिन है अब इस दूसरे ऑर्डर के अगले रंग चलते हैं और उस रीडिंग ले इस हम पूरे दूसरी ऑर्डर और पहले आर्डर की रीडिंग लेते हुए तरफ जाएंगे और वहां के भी पहले और दूसरे ऑर्डर की रीडिंग लेंगे ऐसा करने के बाद आप फिर से बाय तरफ की रीडिंग दोबारा लेंगे ऐसा करने से हमारे पास रीडिंग के दो सेट आ जायेंगे और हम इनका औसत ले लेंगे अब यह टेबल पूरा हो जाएगा और आप उससे अनेक पैरामीटर्स निकाल सकते हैं जैसा कि मैंने बताया यह बहुत अच्छा प्रयोग है आप इससे सोर्स की वेवलेंथ नाप सकते हैं हमने यहां मर्करी सोर्स का इस्तेमाल किया हैदूसरे सोर्स के लिए भी आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं यह बहुत अच्छा और सटीक प्रयोग है और इसकी सटीकता ग्रेटिंग की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं अगर लाइन की गिनती पर इंच या पर सेंटीमीटर ज्यादा है तो वह ज्यादा गुणकारी ग्रेटिंग है आपका नापतोल और सटीक होगा हमारे इस स्पेक्ट्रोमीटर का वरनियर स्केल और सर्कुलर स्केल लिस्ट काउंट अच्छा है और वरनियर कांस्टेंट जो कि एक तिहाई मिनट मतलब 20 सेकंड है जो यह दर्शाता है कि यह बहुत अच्छा स्पेक्ट्रोमीटर है इस प्रयोग से हम रिजॉल्विंग पावर डिस्पर्सिव पावर और प्रकाश के अनेक सोर्स की वेवलेंथ निकाल सकते हैं अब मैं विराम लेता हूं Thank you for your attention आपका ध्यान पूर्वक उपस्थिति के लिए धन्यवाद